ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस पाठ्यक्रम के मॉड्यूल 2 में आपका स्वागत है मॉड्यूल एक में हमने ओओएडी की आवश्यकताओं के लिए चरण निर्धारित किए हैं हमने देखा कि सॉफ्टवेयर विकास अभी भी एक नवजात अवस्था में है और परियोजनाओं की सफलता की पुष्टि करने और उचित क्षेत्र की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है इंजीनियरिंग जो सही निर्माण परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और बजट के भीतर वितरण की गारंटी दे सकती है इस मॉड्यूल में हम सॉफ्टवेयर की कंपलेक्सिटी के बारे में देखेंगे हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि सॉफ्टवेयर जटिल क्यों है और थोड़ा और अधिक विश्लेषण करने के लिए सॉफ्टवेयर की जटिलता के तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं यह रूपरेखा है और जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है आप इस रूपरेखा को बाई और देख पाएंगे इसलिए इससे पहले कि हम सॉफ्टवेयर की जटिलता पर ध्यान देना शुरू करें पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर का उल्लेख कैसे करते हैं सरल और सीधी दृश्य में सॉफ्टवेयर अंततः एक प्रोग्राम है जो इनपुट उत्पन्न करता है पर हम सभी यह जानते हैं कि सॉफ्टवेयर और ज्यादा जटिल हो जाता है पाठ्यक्रम के उद्देश्य को देखते हुए हम सॉफ्टवेयर की दुनिया को दो बाल्टी में विभाजित करते हैं एक व्यक्तिगत या सीमित उपयोग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरे औद्योगिक शक्ति वाले सॉफ्टवेयर होते हैं अब हम आपको इन दोनों के मतलब समझाएंगे व्यक्तिगत या सीमित उपयोग वाले सॉफ्टवेयर में व्यवहार का सीमित सेट होता है यह अधिक जटिल नहीं होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका निर्माण और बनाए रखने का काम संभवत एक ही व्यक्ति द्वारा अथवा ज्यादा से ज्यादा छोटे समूह द्वारा किया जाता है उदाहरण के लिए हम आज से 1015 साल पुरानी बात करते हैं जब भी हमें किसी प्रोजेक्ट पर काम करना होता था तब हमें एक मुश्किल का सामना करना पड़ता था फ्लॉपी ड्राइव जो कि बहुत ही छोटी हुआ करती थी इसलिए जब भी हमें किसी फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक बड़ी फाइल को कॉपी करना होता था तो वह एक फ्लॉपी करना पड़ता था अब यह कुछ ऐसा है जो आवश्यक था सेटअप की इंजीनियरिंग आवश्यकता जो हमारे पास थी तो पहले लोग संघर्ष करते थे ऐसे दिन नहीं थे जब आप बस गूगल पर जा सकते हैं और टाइप कर सकते हैं और एक मुफ्त सॉफ्टवेयर प्राप्त कर सकते हैं जो किसी के पास है आपके लिए लिखा है मुझे याद है कि हम बैठकर सी को जोड़ देगा तो यह भी ऐसा ही सॉफ्टवेयर है इसकी कार्यक्षमता थी इसने हमें लगभग 3 4 साल काफी सेवा दी है प्रभावी रूप से और हम सभी समूह में हम में से कुछ 45 हम नियमित रूप से इसका उपयोग करते थे तो यह एक तरह का है सॉफ्टवेयर कहेंगे जैसा कि मैंने बताया था कि व्यवहार काफी सरल है यह बिल्कुल जटिल नहीं है यह हमारे एक छोटे समूह ने किया है शौकिया तौर पर प्रोग्रामर थे जो कि किसी बड़े समूह का हिस्सा ना होकर अलगाव में काम कर रहे थे ऐसे सॉफ्टवेयर की जीवन अवधि कम होती है और हां एक या दो बार हमें बदलाव की आवश्यकता पड़ी जो हमने खुद ही किए और ऐसे सॉफ्टवेयर ज्यादा जल्दी नहीं होते हैं और ज्यादा अधिक प्रयास भी नहीं लगता है तो यह संभव है कि उन्हें प्राप्त करके पूर्णता नया सॉफ्टवेयर बनाया जाए या फिर बड़े बदलाव करे जाएं आपको पहले से सॉफ्टवेयर में करे हुए निवेश की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भले ही कार्य क्षमता आज की जरूरत के अनुरूप नहीं है आप इसका उपयोग जारी रखें पीछे की ओर झुक कर रैपर और जोड़कर उस पुराने सॉफ्टवेयर को मौजूदा आवश्यकताओं के अनुसार डाला जा सकता है इस तरह के सॉफ्टवेयर ज्यादा पेचीदा हो सकते हैं पर यह बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं और यही कारण है कि हम इस पाठ्यक्रम में इनके निर्माण के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे यह ज्यादा रुचि के नहीं है हम जिस चीज में रुचि रखते हैं उसे हम औद्योगिक शक्ति सॉफ्टवेयर कहते हैं औद्योगिक शक्ति सॉफ्टवेयर का मतलब यह नहीं है कि एक उद्योग में उपयोग करने की आवश्यकता है यह दिखाता है कि आप आमतौर पर किस उद्योग का उपयोग करते हैं विशेषताओं के योग में यह व्यवहार का एक बहुत समृद्ध सेट प्रदर्शित करता है यह प्रतिक्रियाशील सिस्टम हो सकता है जो भौतिक दुनिया की घटनाओं द्वारा संचालित होगा उदाहरण के लिए आप इस बात से अवगत होंगे कि ज्यादातर तारों में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वास्तव में ब्रेक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है कोई प्रत्यक्ष शाफ्ट नहीं है जो पैडल को ब्रेक से जोड़ता है या टायर और रिम के खिलाफ प्रेस करने वाले जूते पर जोर दे रहे हैं ये अलग अलग प्रतिक्रियाशील प्रणालियां हैं जो भौतिक दुनिया की घटनाओं से प्रेरित हैं दूसरा विशिष्ट विशेषता यह सॉफ्टवेयर दुर्लभ संसाधनों के साथ काम करेगा दुर्लभ संसाधन से इसका मतलब कई चीजें हो सकती हैं निश्चित रूप से आमतौर पर इसका मतलब टाइम आप सभी मोबाइल फोन हैंडसेट टैबलेट का उपयोग कर रहे हैं और सभी की एक आम शिकायत है गैजेट्स जो हम उपयोग करते हैं उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है हम चाहे जो भी प्रणाली का उपयोग करें आपके पास जो भी पैटर्न है हमारे पास पावर को भी इस अभाव का ध्यान रखना होता है तीसरा वह सॉफ्टवेयर है लाखों रिकॉर्डों की अखंडता को बनाए रखनी है मेरा मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर से है जो 100 छात्रों या 200 बुकिंग के रिकॉर्ड रख सके फिर यह एक औद्योगिक सेट सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन इसे लाखों का हिसाब जैसे एयरलाइन बुकिंग रेलवे रिजर्वेशन रखना चाहिए यह सॉफ्टवेयर रियल वर्ल्ड एंटिटीज को नियंत्रित कर सकता है परंतु वायु मार्ग रेलवे मार्ग आदि सेवाओं पर लो आश्रित होते हैं यह कई उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होगा कि सिस्टम ठीक से और अधिक बार कार्य करता है ये उन रूपरेखाओं पर आधारित हैं जो एक डोमेन विशिष्ट अनुप्रयोग के निर्माण को सरल बनाती हैं यह आखरी बिंदु बन जाएगा यदि आप रूपरेखा के बारे में नहीं जानते हैं तो यह पाठ्यक्रम के माध्यम से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा लेकिन ये कारक इनमें से कुछ या इन सभी कारकों से तय होता है कि सॉफ्टवेयर औद्योगिक ताकत रखता है इसलिए भारतीय रेलवे आरक्षण एक सरल उदाहरण हो सकता है जिसका कि हम सभी ने उपयोग किया है यहाँ एक उम्मीदवार होगा ऑटोकैड यहां उम्मीदवार नहीं होगा मुख्य रूप से क्योंकि अगर एक बार जब आप इन सभी शर्तों को डाल देते हैं तो जटिलता मानव बौद्धिक क्षमता से अधिक हो जाती है किसी एक व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के एक छोटे समूह के लिए सिस्टम की समग्रता को समझ पाना और संभव हो जाता है तो यह एक बहुत ही दिलचस्प परिदृश्य है हम ऐसे सिस्टम के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं जिसे कोई भी पूर्ण रूप से नहीं समझता है लेकिन सॉफ्टवेयर एक साथ काम करता है तो यह वह जगह है जहाँ चुनौती निहित है और यह उस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिनके विकास विश्लेषण डिजाइन कार्यान्वयन तकनीकों में हम रुचि लेंगे ऐसे सॉफ़्टवेयर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विश्लेषण और डिज़ाइन द्वारा सुगम बनाया जा सकता है और उन पहलुओं के साथ हम विषय का अध्ययन करेंगे इसलिए जब हम किसी सॉफ़्टवेयर के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब हमेशा इस तरह के सॉफ़्टवेयर से होगा तो मूल बिंदु यह है कि सॉफ्टवेयर स्वाभाविक रूप से जटिल है लेकिन हम इस जटिलता को 4 विभिन्न आयामों में देख सकते हैं जिनको आमतौर पर सॉफ्टवेयर जटिलता के तत्वों के रूप में जाना जाता है यदि आप समस्या क्षेत्र से उत्पन्न जटिलता को उजागर करते हैं तो समस्या डोमेन की कठिनाई विकास प्रक्रियाओं के प्रबंधन में कठिनाई सॉफ्टवेयर जो लचीलापन प्रदान करता है वह तथ्य यह है कि सॉफ्टवेयर सॉफ्ट है यही सॉफ्टवेयर की ताकत है और यह अपने आप में एक बुनियादी जटिलता है और यही सॉफ्टवेयर की कमजोरी के रूप में अक्सर काम करता है और अंत में डिस्क्रीट सिस्टम का व्यवहार तो हम क्या करेंगे हम इन तत्वों में से प्रत्येक को लेने की कोशिश करेंगे यह देखने के लिए कि इस प्रणाली इन तत्वों के संबंध में जटिलता का क्या मतलब है तो पहले समस्या डोमेन की जटिलता इसलिए मूल रूप से अगर आप परिदृश्य को देखते हैं तो यह है 2 पक्षों का परिदृश्य एक तरफ सॉफ्टवेयर का उपयोगकर्ता है या हम उद्योग में हैं हम आम तौर पर उन्हें ग्राहक के रूप में मानेंगे और दूसरी तरफ डेवलपर या विक्रेता है जो प्रणाली का विकास करेगा निश्चित रूप से डेवलपर के पास सॉफ्टवेयर का डोमेन ज्ञान होगा कौशल होगा परंतु उपयोगकर्ता अपने की आवश्यकताओं के साथ आएगा और सॉफ्टवेयर को विकसित करने में सक्षम होने के लिएयह डेवलपर की आवश्यकता है कि वह उपयोगकर्ता की डोमेन को समझे हम अभी कुछ यादृच्छिक उदाहरण लेंगे एक मल्टी इंजीनियर का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अब आप इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझने के लिए सॉफ़्टवेयर इंजीनियर से अपेक्षा न करें आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से यह उम्मीद ना करें कि वह किसी विमान के इंजन या उसको नियंत्रण करने के बारे में समझे या फिर जब एक से अधिक विमान होते हैं तो जो मुद्दे आते हैं उन्हें समझें कल को बंद या चालू करना है या उसकी गति को कैसे नियंत्रित करना है आदि सॉफ्टवेयर डेवलपर दुनिया भर में बड़ी से बड़ी कंपनी और निगम हजारों टन के माल को समुद्र के पार ले जाने का कार्य संभालती हैं बड़े जहाज इसका प्रबंधन करते हैं और इसी गतिविधि को मर्चेंट शिपिंग में सब कुछ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ निश्चित रूप से आपको यह बहुत कठिन दिखेगा क्योंकि आप उस डोमेन को नहीं समझते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग की आवश्यकता है खरीदने या बेचने के आदेश में क्या होता है कैसे इनका सामंजस्य बैठाया जाता है वास्तव में कैसे बैंक खाते से पैसे निकाले और जमा किए जाते हैं इनका संचालन कैसे होता है हमें इन सभी बारीकियों की जानकारी होनी चाहिए इसलिए मैं आपको समझाने के लिए विभिन्न डोमेन को समझना मुश्किल है समस्या के साथ आने वाली जटिलता के साथ एक दूसरा मुद्दा डोमेन कार्यात्मक आवश्यकताएं मास्टर करने के लिए जटिल हैं इस तथ्य की पृष्ठभूमि में आपने डोमेन को नहीं समझा इसलिए आपने जो कुछ भी किया है वह संभवतः कुछ पृष्ठों के माध्यम से ग्राहक ने आपको दिया है और फिर जल्दी से अपने आप को शिक्षित करने या खुद को परिचित करने के लिए Google से कुछ खोज की है उस डोमेन के कुछ शब्दजाल के साथ लेकिन जब यह कार्यात्मक आवश्यकताओं की बात आती है जब आप ने कहा कि डेड फ्रेंड के भीतर समेटना होगा आपको वास्तव में समझना आसान नहीं होगा की इस संपूर्ण कार्यक्षमता का क्या अर्थ है इसलिए वे मास्टर करने के लिए जटिल हैं और अक्सर आवश्यकताएं प्रतिस्पर्धा और विरोधाभासी होती हैं कुछ दिन पहले ही मैं एक टीम के साथ बैठा जो एक डिजिटल लाइब्रेरी विकसित कर रहे हैं यह डिजिटल लाइब्रेरी राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए हजारों विभिन्न लोग इसका उपयोग करेंगे एक तरफ सुरक्षा टीम की आवश्यकताएं हैं प्रत्येक व्यक्ति को सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए प्रत्येक और प्रत्येक व्यक्ति बायोमेट्रिक से प्रमाणित होना चाहिए आदि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पुस्तकालय का दुरुपयोग न करे दूसरे पक्ष की आवश्यकता कहती है कि यह राष्ट्रीय संसाधन है एक राष्ट्रीय संपत्ति है इसलिए यह डिजिटल लाइब्रेरी देश में एक और सभी के लिए चलनी चाहिए तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये दोनों उपयोगकर्ता या ग्राहक की असली आवश्यकताएं हैं ग्राहक ईमानदार हो रहा है लेकिन ये आवश्यकताएं विरोधाभासी हैं वे प्रतिस्पर्धारिक आवश्यकताएं हैं और यह सिर्फ एक सरल उदाहरण है जब आप अधिक से अधिक जटिल डोमेन पर जाते हैं तो आपके पास अधिक से अधिक जटिल स्थितियों से निपटना होता है तीसरा हमारे पास सॉफ़्टवेयर में बहुत अधिक गैर कार्यात्मक आवश्यकताएं हैं गैर कार्यात्मक द्वारा इसका मतलब यह है कि जो स्पष्ट नहीं है वह है सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के अनुकूल होना यह कार्यात्मक रूप से अच्छा हो सकता है लेकिन क्या यह उपयोगकर्ता के अनुकूल है इसका प्रदर्शन सही है और क्या यह है कार्य को अपेक्षित समय में करता है इस सॉफ्टवेयर की लागत क्या है सॉफ्टवेयर कितने समय तक जीवित रहता है क्या यह विश्वसनीय है कितनी बार यह बंद हो जाता है आदि गैर कार्यात्मक आवश्यकताओं से निपटना बहुत मुश्किल है क्योंकि उपयोगकर्ता गैर कार्यात्मक नहीं समझते हैं इसलिए जब उपयोगकर्ता डेवलपर को अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताते हैं उपयोगकर्ता हमें अपनी कार्यात्मक आवश्यकता के बारे में कुछ गलत शब्दों में एक स्पष्ट विचार देगा परंतु गैर कार्यात्मक आवश्यकताएं उनके बारे में उपयोग करता अधिकांश समय चुप हो जाता है जोकि अर्थहीन है I इसलिए गैर कार्यात्मक आवश्यकताएं अक्सर निहित होती हैं और चूंकि वे अंतर्निहित होती हैं जब आप विचार करके उन्हें अपने डिजाइन में शामिल करेंगे और उपयोगकर्ता को बजट से अवगत कराएंगे तो ग्राहक आपको दृढ़ता से यह कहते हुए वापस लौटेगा की यहउचित नहीं है मुझे इससे कोई कार्य क्षमता नहीं मिल रही हैI ग्रह की है कभी भी नहीं समझेगा कि आप सॉफ्टवेयर को 10 साल तक क्यों जीवित रखना चाहते हैं और क्यों सॉफ्टवेयर को 10 साल तक जीवित रखने के लिए एक अलग पाठ्यक्रम है ग्राहक कहता है हां मुझे सॉफ्टवेयर मिला है मैं इसे 10 साल तक इस्तेमाल करूंगा प्रॉब्लम डोमेन की जटिलता के कारण इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अब हम आगे भी जारी रखें वहाँ एक कोर धारणा है और कई लोग इसे एक्सटर्नल कंपलेक्सिटी के रूप में संदर्भित करते हैं जो मूल रूप से किसी भी सॉफ्टवेयर विकास परियोजना का शुरुआती बिंदु है तो जरा परिदृश्य के बारे में सोचिए एक तरफ उपयोगकर्ता है ग्राहक है जिसके पास कुछ जरूरतें हैं इसलिए उसने विक्रेता को बुलाया है डेवलपर वहां गया है पहली बात यह है कि ग्राहक को अपनी आवश्यकता और जरूरतों के बारे में डेवलपर को समझाना है तो यह विशुद्ध रूप से मानव से मानव की संचार प्रक्रिया है और हम यह जानते हैं कि जब भी हम किसी जगह संचार बनाते हैं तो संसार में कुछ अंतर होता है उपयोगकर्ता और डेवलपर के बीच संचार की गंभीर खाई ही सॉफ्टवेयर के सुचारू विकास में आने वाली सबसे बड़ी अड़चनों में से एक है पहली बात यह है कि उपयोगकर्ता दूसरे पक्ष को व्यक्त नहीं कर सकते डेवलपर्स समझ नहीं सकते उपयोगकर्ता व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि उपयोगकर्ता अपनी भाषा में अपने डोमेन की भाषा में बात करते हैं डेवलपर नहीं समझ सकते क्योंकि वह सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वे डोमेन की भाषा को नहीं समझते वे सॉफ्टवेयर की भाषा में बात करते हैं जब कोई ब्रोकर किसी कंपनी से डीमैट की बात करते हैं तो वह दलाल अपनी बात बहुत धाराप्रवाह कहते हैं विभिन्न प्रकार के डीमैट को आगे रखने का समर्थन करने की संभावना होनी चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपर को यह समझ में नहीं आता है कि जीनत का मतलब क्या है दूसरी और जब सॉफ्टवेयर डेवलपर कहता है देखो यह वास्तविक समय में होगा मुझे इस प्रकार का सरवर चाहिए होगा इस तरह के नेटवर्क ब्राउटर बॉक्स चाहिए होंगे आदि निश्चित रूप से ग्राहक पूरी तरह से स्थान में है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है मेरे शहर कहां है मेरे डीमैट कहां है डोमेन में विशेषज्ञता की कमी है संचार अंतराल का प्रमुख मुद्दा बनती है और यही समस्या के विभिन्न दृष्टिकोण को जन्म देती है डेवलपर ग्राहक और उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है और यही समस्या है उपयोगकर्ता एक तरह की समस्या देखता है और डेवलपर दूसरे तरह की समस्या देखता है उस समस्या का समाधान करता है जिसे वह देखता है परंतु उपयोगकर्ता की समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं तो यह विनाश की ओर ले कर जा रहा है अब इस प्रक्रिया में कम्युनिकेशन ज्ञात को कम करें परंतु दुर्भाग्य से हमारे पास बहुत कम इंस्ट्रूमेंट है और ज्यादातर प्रोजेक्ट जो आज तक करें गए हैं उनमें प्राकृतिक भाषा की बड़ी मात्रा में काम हुआ है और हमारे पास यही है And certainly we know that even a simple sentence like I will go to your home tomorrow can be understood in several ways और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि एक सरल वाक्य जैसे मैं कल आपके घर जाऊंगा कई मायनों में समझा जा सकता है मैं कल आपके घर जाऊंगा मैं कल आपके घर जाऊंगा मैं कल आपके घर जाऊंगा एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से समझा जा सकता है तुझे एक जटिल आवश्यकता को राष्ट्रीय भाषा में लिखा जाता है निश्चित तौर से उसके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं और अधिकतर डेवलपर वही मतलब निकाल पाते हैं जो उपयोगकर्ता का मतलब नहीं था और यह एक विशिष्ट पहलू है जिसका विस्तार हम इस पाठ्यक्रम में करेंगे इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी प्राकृतिक भाषा से बहुत दूर है चित्र के बहुत करीब है चित्र चिन्ह या जो भी हम अपनी मातृभाषा में बुलाएं लेकिन यह समस्या डोमेन की एक बड़ी जटिलता बनी हुई है और ये सभी एक्सटर्नल कंपलेक्सिटी को जन्म देते हैं जो मॉड्यूल एक में भी कुछ हद तक छुआ था वह यह है की बदलती और उभरती आवश्यकताएं ही सॉफ्टवेयर के विकास की सच्चाई है आवश्यकता दो कारणों से बदलती है उपयोगकर्ता जितना सॉफ्टवेयर को अधिक वक्त देखता है उतना ही उसकी आवश्यकताएं बदलती है मैं समझता हूं कि मुझे क्या चाहिए मैं समझता हूं कि जो मैं देख रहा हूं वह मुझे नहीं चाहिए तो मैं अपनी आवश्यकताओं को बदल रहा हूं दूसरी तरफ डेवलपर की तरफ अधिक से अधिक डेवलपर विकसित होता है वह उस डोमेन का बेहतर विशेषज्ञ बनना शुरू करता है जिसमें सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है विकास के साथ से 6 महीने के बाद डेवलपर को इस बात का एहसास होता है वह बहुत ही स्पष्ट रूप से समझने लगता है कि सिर्फ एक ही प्रकार का डीमैट होता है बाकी सब कुछ एक विशेषज्ञता पदानुक्रम है जहां इस तरह से ऐसे करा जा सकता है आवश्यकता देने के समय जब उसके सामने पेश किया गया था तब उसने नहीं देखा इसलिए आवश्यकताओं को बदलना या विकसित करना एक वास्तविकता है जो समस्या के डोमेन को बहुत अधिक जटिलता में जोड़ता है बड़ी सॉफ्टवेयर परियोजनाओं में बहुत बड़ा पूंजी निवेश होता है तू जब आवश्यकताएं वास्तव में बदलती हैं जब परिदृश्य वास्तव में बदलते हैं क्योंकि व्यापारिक परिस्थितियां बदली हो व्यापार प्रक्रिया बदल गई हो तकनीक बदल सकती है यह इस परिवर्तित आवश्यकताओं से अप्रभावी हो जाने वाली परियोजना को स्क्रैप करने के लिए तुरंत व्यावहारिक नहीं रहता है तो हमें क्या करना है हमें किसी प्रकार घूम फिर कर हमारे पुराने सॉफ्टवेयर को नए तरीके से चलाना होगा इन परिवर्तनों को रखरखाव के रूप में संदर्भित किया जाता है और मैं बूच के साथ सहमत हूं जो पुस्तक का लेखक है जो कहता है नहीं यह रखरखाव नहीं है सच है यह नहीं है रखरखाव तब होता है जब आप के सॉफ्टवेयर में त्रुटियाँ हैं और आपने इसे आपने इसे सही किया रखा है परंतु वास्तव में आप बदलती आवश्यकता ओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तो यह विकास और अंत में जब आप पीछे झुकते हैं अति प्राचीन सॉफ्टवेयर को आज की आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी तरह सक्षम बनाने में जुट जाते हैं तो यह सॉफ्टवेयर का संरक्षण है स्वाभाविक रूप से सॉफ्टवेयर परिरक्षण के लिए प्रयास के कुछ प्रतिशत की आवश्यकता होती है डेवलपर्स और हमें भी तकनीकों का निर्माण करने की आवश्यकता है हमें अपनी प्रक्रियाएं भी ऐसी बनाने की आवश्यकता है कि आप केवल विश्लेषण डिजाइन और कार्यान्वयन ही नहीं अपितु सॉफ्टवेयर के रखरखाव विकास और संरक्षण में भी हमारी तकनीक सक्षम हो इसलिए जब आप इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इन सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए मुझे अब सॉफ्टवेयर जटिलता के अगले तत्व पर जाना चाहिए जो कि विकास की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाई का प्रबंधन है हम सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं समस्या समाधान करने के लिए हम सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं ताकि जटिल समस्याओं को सरल शब्दों में हल किया जा सके इसलिए मुझे एक विश्लेषण करने की जरूरत है पुल बनाने के लिए पुलिंदा मैं एक परिमित तत्व विश्लेषण करना चाहता हूं जो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है लेकिन मैं एक बटन के प्रेस के साथ ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए जो हम करते हैं और जो सॉफ्टवेयर करता है वह भ्रम है उसकी वास्तविकता बहुत अलग है सॉफ्टवेयर के लिए भ्रम का होना बहुत आसान है मैट लैब बहुत ही जटिल गणित है तो सॉफ्टवेयर को एक्सटर्नल कंपलेक्सिटी डोमेन और सॉफ्टवेयर के वितरण के बीच के अंतर को छुपाना पड़ता है परिणाम स्वरूप सॉफ्टवेयर आकार में बड़ा हो जाता है और यही विशाल कोड का आधार बनता है जटिल सॉफ्टवेयर में आमतौर पर एल ओ सी यानी लाइन ऑफ कोड होती है जो 100 से 1000 से लाखों के बीच में होती है और यह कोड असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है अपितु यह कोड स्मार्ट हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है हम सभी यह प्रयास करेंगे की डिजाइन और कोड को पुनः उपयोग किया जा सके परंतु फिर भी अंत में तथ्य यही रहता है कि कोर्ट बहुत विशाल हो जाता है इतना कि एकल व्यक्ति या समूह की समझ से परे हो जाता है जब हमने बहुत सार्थक विघटन किया है तब भी परिणाम क्या है यूनिट टीमें यूनिट टीमों सॉफ्टवेयर को व्यक्तियों या लोगों के बहुत छोटे समूह द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता है टीमें अधिमानतः छोटी लेकिन यूनिट टीमों को बनाया जाना चाहिए और जिस क्षण आपको टीमों की आवश्यकता होती है तब आपके पास सॉफ्टवेयर विकास के लिए टीम विकास का नया आयाम है यदि टीम काम नहीं करती है तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है इसलिए बड़े कोड बेस का मतलब होगा अधिक टीमें अधिक डेवलपर्स अर्थशास्त्र की वजह से आपको एक स्थान पर अधिक डेवलपर्स नहीं मिलेंगे आपके पास अधिक भूगोल में अधिक डेवलपर्स होंगे कुछ भारत में कुछ ब्राजील में कुछ पोलैंड में कुछ अमेरिका में अधिक डेवलपर्स करेंगे अधिक जटिल बातचीत अधिक गलतफहमी अधिक कठिन समन्वय और कुंजी प्रबंधन चुनौती यह रहेगी कि आप एकता कैसे बनाए रखते हैं आप अखंडता कैसे बनाए रखते हैं और इन सभी चुनौतियों के बावजूद सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कैसे करते हैं इतनी बड़ी मात्रा में जटिलता तकनीक से या समस्या डोमेन से नहीं है विकास की प्रक्रिया से है क्योंकि यह एक मानव गहन है क्योंकि यह एक प्रक्रिया है जहां बौद्धिक क्षमता अहम किरदार निभा रही है मैं यहां रुकूंगा और शेष बिंदुओं को अलग से लूंगा